तो Pg2के संबंध में आप डेरिवेटिव ले ठीक है dp loss लॉस भागा dPLossdPg20002 Pg2 014 ठीक आप डेरिवेटिव लेते हैं अब L1 दिया गया है ठीक L1 1 जो कि ज्ञात है वास्तव में L1 1 नहीं दिया गया है लेकिन यह हमेशा ज्ञात होता है ठीक है अबL211 dPLdPg21114 0002 Pg2 ठीक कोई भ्रम नहीं होना चाहिए यह वास्तव में लॉस है ठीक है क्योंकि लॉस Pg2 Pg3Pgmका एक फंक्शन है मेरा मतलब यहाँ केवल Pg2है अब L1dC1dPg1035Pg141λ यह हम जानते हैं आपने देखा है तो वैसे भी L1 1 और L1dC1dPg1035Pg141114 0002 Pg2λ यह वास्तव में समान है यह समीकरण 2 है ठीक और समीकरण 1 से आप Pg1λ 41035 प्राप्त कर सकते हैं और समीकरण 2 से आप Pg2114 λ 41035 0002 λप्राप्त करेंगे तोPg1 λ यह समीकरण रैखिक है L1 1 ठीक है लेकिनPg2 λ अंश वहाँ है यहाँ यह भी है यह एक गैर रैखिक है तो प्रत्यक्ष हल आपको नहीं मिलेगा आपको पुनरावृतिय रूप से हल प्राप्त करना है ठीक मैंने कुछ बनाया है जिसके लिए λ 1176 RsMwhr है यह अधिक या कम ऑप्टीमल मान है बाद में हम ग्रेडिएंट विधि के लिए जाएंगे दूसरी बात यह विशेष उदाहरण आप अपने स्वयं के पुनरावृतियों का हल करेंगे बाद में मैं सब कुछ समझाऊंगा ठीक तो Pg1 218857 MW और Pg2 159029 MWठीक तो इस प्रकारइसे पुनरावृतिय रूप से हल कर दिया गया है आपको के कुछ प्रारंभिक मानों के साथ शुरू करना होगा तब आप इसे हल करते हैंठीक अबअगला पॉवर लॉस हैयह अभिव्यक्ति दी गई थीPLoss0001Pg2 702Pg2159029PLoss0001159029 7027926 MW अब जैसा कि मैं Pg1Pg2 PLoss218857159029 7926 MW36996 MW की जाँच करता हूँ ठीक यह कितना आ रहा है इसे लोड बनाना है तो यह लगभग 36996 MWआ रही है जो कि ≈ PL1PL2 PL1300 MW PL270 MW इसलिए कुल 370 MW तो यह λ 1176 सही हल है अब लॉस को मानते हुए लैम्ब्डा का भौतिक महत्व तो आप वही भौतिक महत्व देखेंगे जो कि आपने बिना लॉस के स्थिति में देखा है ठीक तो समीकरण 16 से हमने देखा है कि CT i1mdCiPgi0dPgi तो इस समीकरण को अब फिर से लिख रहे है 35 में ठीक अगला पॉवर बैलेंस समीकरण i1mPgi PLossPLके रूप में लिखा गया है यह समीकरण 36 है अब हमें क्या करना है कि हमें फिर से टेलर सीरिज़ एक्सपेंशन के दो पद के लिए जाना है अब PL0से PL0PL तक लोड बढ़ने के कारण ऑप्टीमल Pgi0 भी बदल गया है Pgi0 से Pgi0Pgi तक ठीक है इसी प्रकार लाइन लॉस अभिव्यक्ति भी बदल गया है क्योंकि यह Pg2Pg3Pgmका एक फंक्शन है ठीक तो PLossP LossPg20Pg2Pg30Pg3Pgm0Pgm यह समीकरण 37 है ठीक इसलिए लोड बदलने के कारण जेनरेशन और लॉस भी बदल जाएगाठीक अब यह अभिव्यक्ति जो टेलर सीरिज़ द्वारा उपरोक्त अभिव्यक्ति का विस्तार करती है और केवल पहले 2 पदों को बरकरार रखती है तो यह वाली PLossPLoss0i2mPLossPg0PgiPgi के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए PLoss i2mPLossPg0PgiPgi यह समीकरण 39 है तोसमीकरण 36 और 39 इस चीज से प्राप्त होता हैठीक यह वाला जो यहाँ Pg1 जोड़ते है Pg1घटाते है यह चीज समीकरण 30 और 39 ठीक हम क्या कर सकते है हम यह कर सकते हैं कि यह आपकाPLoss है यह वाला ठीक अब आपका समीकरण 36 और 39 क्या है समीकरण 36 यहाँ है ठीक तो फिर आप यहाँ PLoss प्रति स्थापित करेंगें तो इससे आपको यह समीकरण मिलेगा आप इस समीकरण को इस तरह लिख सकते है थोड़ी देर रुकिए तब यह समीकरण i1mPgi PLossPL आप इस प्रकार लिख सकते है Pg1i2mPgi PLossPL ठीक तो इस प्रकार यह आपका PLoss i2mPLossPg0PgiPgi हैं ठीक

इसलिए यह समीकरण आप 36 और 39 लिख सकते है ठीक है तब समीकरण 36 यहाँ है तो यह समीकरण आप इस प्रकार लिख सकते हैं Pg1i2m1 PLossPg0PgiPgiPL ठीक यह समीकरण 40 है तो यह वास्तव में आप जानते हैं Li11 PLossPg0Pgi तो यह 1 PLossPg0PgiLi 1है इसका मतलब है कि यह समीकरण आप L1 1 जानते है ठीक इसलिए जो पद ब्रैकेट में है वह पेनाल्टी फैक्टर Li के रेसिप्रोकल होता हैं क्योंकि हमनेLi11 PLossPg0Pgi लिया है और हम यह भी जानते हैं कि L1 1 है इसलिए समीकरण 40 को i1mLi 1PgiPL के रूप में लिखा जा सकता है तो अब चूँकि हम जानते हैं कि Li×ICiλ होता है क्योंकि यह हमनें पहले देखा है ठीक तब समीकरण 35 और 41 से आपको यह मिलेगा तो हम Li×ICiλजानते हैं ठीक फिर 35 और 41 से आपको यह CTi1mLi 1Pgiλ×PL मिलेगा यह वास्तव में बहुत सरल है 35 और 36 में जाओ और इसे आप रखो आपको यह प्राप्त हो जाएगी इसका मतलब है अंततः पूरी चीज वास्तव में CTλ×PL बन रही है पहले की तरह इसका मतलब है कि उपरोक्त परिणाम समीकरण 18 के ही समान है ठीक और यह λ रुपये प्रति घंटे मूल्य में वृद्धि भाग लोड डिमांड में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता हैं बिना लॉस के या लॉस के साथ हमनें जो भी प्राप्त किया हैं अर्थ सामान है तो एक ही भौतिक महत्व हैठीक है इस प्रकार हमने पेनाल्टी फैक्टर Li को जेनरेशन के संबंध में पॉवर लॉस के डेरीवेटिव के रूप में देखा हैसामान्य को छोड़कर ठीक और L1 हमेशा 1 होता है और आप दूसरे रूप से Li×ICiλ जो कि आधार के सामान है ठीक है और लोड में परिवर्तन का भौतिक महत्व भी बिना लॉस पर विचार किए गए के सामान है ठीक केवल एक चीज यह है कि डेरीवेटिव वास्तव में थोड़ा कठिन है थोड़ा सा गणित है लेकिन बस थोड़ा सा अभ्यास करें और आप पाएंगे कि चीजें बहुत सरल हैं और क्लास रूम अभ्यास को मानते हुए समस्या भी बहुत कठिन नही है ठीक है आगे हम कुछ कार्य विधि के लिए जाएंगे ठीक है हम कैसे ग्रेडिएंट विधि का उपयोग करके लैम्ब्डा का निर्धारण करेंगे उस पर जाएंगे ठीक इसलिए उदाहरण के लिए उदाहरण 4 में हमने देखा है कि पिछले उदाहरण के मान को निर्धारित करने के लिए एक पुनरावृति प्रक्रिया आवश्यक हैमैंने देखा है किPg2एक का फ़ंक्शन है लेकिन गैर रैखिक संबंध है ठीक इसका मतलब है हमें लैम्ब्डा का पता लगाने के लिए कुछ पुनरावृति प्रक्रिया का पालन करना होगा तो आप एक तेजी से हल ग्रेडिएंट विधि का उपयोग करके प्राप्त कर सकते है ठीक है ग्रेडिएंट विधि जब लॉस को लिया गया है इसलिए हम दोनों स्थितियों को हल करेंगे पहले हम बिना किसी लॉस पर विचार करेंगें और उसके बाद लॉस पर विचार करेंगें तो समीकरण 13 से हम जानते हैं कि dCidPgi ठीक तो यह वह है जो हमने समीकरण 13 से देखा है तो इसका मतलब है किCiaibiPgidiPgi2 तो जब आप bidiPgiλ लेते हैंमतलब Pgiλ bi2di यह समीकरण 43 है अब हम ग्रेडिएंट विधि का उपयोग करके का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो क्या कर सकते है बस देखो चीजें बहुत दिलचस्प हैं और बहुत सरल हैं तो वास्तव में जब लॉस को नहीं लिया जाता है तो समीकरण 10 से कुल जेनरेशन कुल भार के बराबर होता है यह समीकरण 10 से होता है ठीक है यह चीज है समीकरण 44 और 43 से ठीक तो आप Pgiλ bi2di लिख सकते हैं यह i1mPgii1mλ bi2diPL है यह समीकरण 45 है ठीक है इस समीकरण से आप λPLi1mbi2dii1m12di लिखते हैं यह समीकरण 46 हैं ठीक अब यह भाग आपको समझना है यह वास्तव में है fPL हैं ठीक अब हम समीकरण 45 को परिभाषित करते है आप इस समीकरण 45 परिभाषित करें ठीक इस समीकरण को आप परिभाषित करें और उपयोग करें क्योंकि यह PL का एक फंक्शन है ठीक तो आप fPL को परिभाषित करते है तो आप fPL लिख सकते हैं fi1mPgi यह भी आप लिख सकते हैं ठीक अब हम क्या कर सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण के बाएँ भाग का विस्तार करते हैं टेलर सिरीज़ में यह समीकरण को कुछ इटरेशन K पर Kएक ऑपरेटिंग बिंदु कहते है ठीक है आप टेलर सीरिज़ में इसका विस्तार करें और केवल पहले 2 पदों को ले ठीक कुछ ऑपरेटिंग बिंदु पर और उच्च क्रम पद को उपेक्षित कर दें ठीक हैं फिर हम क्या करेंगे हमें fKdfdKKPL प्राप्त हो जाएगी यह वही है जिसे आप टेलर सीरिज़ एक्स पेंशन कहते हैं किसी भी ऑपरेटिंग बिंदु के लिए पिछले 2 पदों के लिए इसका मतलब है यह समीकरण KPL fKdfdλK Kth पुनरावृति पर यह आपका समीकरण 48 है इसका मतलब है यह fठीक है इसका मतलब है PgKPL fK ठीक क्योंकि PL लोड निश्चित है जो मैंने आपको बताया हैपुनरावृति प्रक्रिया के द्वारा लोड नहीं बदल रहा है PL हमेशा एक ही रहता है लेकिन fi1mPgiK है इसलिए Pgi प्रत्येक पुनरावृति में बदल रहा है लेकिन लोड नियत है लेकिन प्रत्येक पुनरावृति में fi1mPgiK बदल रहा है क्योंकि यह भी प्रत्येक पुनरावृति में बदल रहा है ठीक तो इसका मतलब है कि यह आप बना सकते हैं PgKPL i1mPgiK यह वास्तव में समीकरण 50 है ठीक तो अब आप यह भी जानते हैं कि fi1mλ bi2di आपको प्राप्त करना है क्योंकि आपको के संबंध में इसकी डेरीवेटिव की भी आवश्यकता है क्योंकि यहां आपको समीकरण 48 में इस डेरीवेटिव की आवश्यकता है इसका मतलब है कि dfdλi1m12diयह समीकरण 51 है यह यहाँ लिखा गया है समीकरण 48 49 और 51 KPgKi1m12di यह समीकरण 52 है इसलिए किसी भी पुनरावृति पर K1KK ठीक इसलिए यह समीकरण 53 है यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि PgK निर्दिष्ट सटीकता से कम न हो K गणना है ठीक तो आपके लिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए ठीक है और यह आपका संख्यात्मक हैं तो हम बाद में लेंगे ठीक लेकिन यह अवधारणा आपको समझ आ जानी चाहिए ठीक तो यह आपका लॉस को न मानते हुए गणना है अगर हम लॉस को मानते हैं ठीक तो लॉस को मानते हुए लैम्ब्डा का निर्धारण तो वास्तव में कुछ भी कहने से पहले यह लॉस का फ़ॉर्मूला है PLoss i1mj1mPgiBijPgj यह अंत में प्राप्त किया जाएगा अभी मुझे नहीं चाहिए नही तो यह पूरी निरंतरता वास्तव में खो जाएगी और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि बाद में आखिर ये अचानक क्या आ रहा है तो अभी के लिए यह सूत्र मान लेंगे कि यह दिया गया है लेकिन मैं इसे आपके लिए प्राप्त करुंगा इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन मैं इन सभी चीजों को बनाने के बाद अंत में प्राप्त करुंगा लॉस का सूत्र ठीक और फिर सभी B गुणांक भी कैसे हम प्राप्त करेंगे उस पर भी आऊँगा अब एक सामान्य तथ्य यह है कि वास्तव में जेनरेटर पॉवर आउटपुट के एक द्विघात फ़ंक्शन के रूप में कुल ट्रांसमिशन लॉस को व्यक्त करना है लॉस का सबसे सरल द्विघात रूप PLoss i1mj1mPgiBijPgj है यह समीकरण वास्तव में 54 है ठीक है समीकरण 30 से वास्तव में हमें dCidPgidPLossdPgiλ मिलता है यह वास्तव में आपका समीकरण 55 है हम समीकरण 30 पर वापस जाते हैं यह समीकरण वास्तव में वहाँ लिखा गया है ठीक है यह वास्तव में लिखा गया था यह आपका अगर आप लेते हैं तो यह एक dCidPgiλ dPLossdPgi है जो dCidPgiλ1 dPLossdPgiहै इसका मतलब है कि λdCidPgi1 dPLossdPgi यह आपने बनाया है और यह आपने Li बनाया है यह आपका समीकरण 55 है और यदि आप इस समीकरण का डेरीवेटिव Pgi के संबंध में लेते हैं तो यह dPLossdPgi2j1mBijPgj होगा यह समीकरण 56 है